हम उल्लेख कर रहे थे कि अधिकारों का अनन्य सेट जो एक बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे में आता है वह बौद्धिक संपदा के प्रकार के आधार पर अलग अलग होता है और हम कह रहे थे कि यदि यह कॉपीराइट है तो यह कॉपीराइट को प्रिंट करने प्रकाशित करने प्रदर्शन करने फिल्म बनाने या साहित्यिक कलात्मक संगीत रिकार्ड करने या अन्य चलचित्र सम्बंधित कार्य करने के लिए निर्माता को निश्चित वर्षों का समय देता है इसलिए कॉपीराइट का विशेष अधिकार विभिन्न रूपों में में अधिक प्रतियां बनाने से संबंधित है ट्रेडमार्क में विशिष्ट अनन्य अधिकारों का सेट एक ऐसे प्रतीक या शब्द का उपयोग करने से संबंधित है जिसे कानूनी रूप से पंजीकृत किया जाता है या कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में उपयोग किया जाता है या यह उत्पादों या सेवाओं के रूप में भी हो सकता है इसलिए ट्रेडमार्क में यह अधिकार है कि आप किसी प्रतीक या शब्द का एक सेट का वर्णन करने के लिए आला निशान या मर्सिडीज बेंज का लोगो है फिर एक ऐसा मामला सामने आया जब किसी ने भारत में अंडरगारमेंट्स ने कहा कि जहां तक मुझे पता है सरकारी व्यवसाय में प्रवेश करने का हमारा कोई विचार नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने इसे रोक दिया क्योंकि धारक को उस तरह से चिह्न का उपयोग करने का अधिकार है जैसे वह चाहता है इसलिए केवल व्यवसाय ही नहीं जिसमें आप दूसरों को इसका उपयोग करने से रोक सकते हैं आप लोगों को भी इसका उपयोग करने से रोक सकते हैं यदि यह एक प्रतिष्ठित चिह्न है तो जब पेटेंट कानून की बात आती है तो कुछ विशेष अधिकार जैसे बनाने का अधिकारबेचने का अधिकार उपयोग करने का अधिकार बिक्री का प्रस्ताव का अधिकार और एक आविष्कार आयात करने का अधिकार इससे सम्बंधित है अब उस बात पर गौर करें पेटेंट कानून में हम निर्माणमार्केटिंग बिक्री और कुछ मामलों में आयात से संबंधित अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं आप विषय वस्तु की प्रकृति को जानते हैं हम बौद्धिक संपदा के अधिकार को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग अधिकारों के लिए अलग अलग विषय वस्तु हो सकता है पंजीकरण प्रक्रिया अलग अलग अधिकारों के लिए अलग अलग होती है पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के दायरे में शामिल अनन्य अधिकार विषय वस्तु अलग होने के कारण स्वयं भिन्न भिन्न हो सकते हैं ट्रेडमार्क की अवधि अलग अलग या एक निश्चित अवधि के लिए हो सकती है लेकिन तब तक नवीनीकृत किया जा सकता है जब तक कि सही धारक कुछ ऐसे ट्रेडमार्क रखता है जो क्रियाशील हैं जैसे कोका कोला के निशान 100 वर्ष या उससे भी अधिक पुराने हैं कुछ ट्रेडमार्क ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां अगर अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जाता है या यदि अधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है तो उस निशान को लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन यदि आप एक व्यवसाय को देखते हैं जो 100 वर्षों तक जीवित है और आप वास्तव में देखेंगे कि निशान जीवित रखे जा रहे हैं तो उन्होंने निशान को जीवित रखने के लिए आधिकारिक शुल्क का भुगतान किया ट्रेडमार्क व्यवसायिक बोल चाल की भाषा में हम इसे असीमित जीवन बौद्धिक संपदा कहते हैं बौद्धिक संपदा की इस श्रेणी की कोई सीमा नहीं है क्योंकि उनका जीवन तब तक है जब तक कि सही धारक उन्हें जीवित रखना चाहता है उसे बस सरकार को वो पैसे देने की आवश्यकता है जो आधिकारिक शुल्क है और आपको उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो इसके अधिकार का उपयोग करते हैं इसलिए 2 चीजें हैं जो सही धारक को करने की आवश्यकता है 1 आधिकारिक शुल्क का भुगतान करें 2 उसे सतर्क रहने की और उसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो हमारे बिना अधिकार का उपयोग कर रहे हैं अन्यथा यह माना जा सकता है कि उसने आप पर एक दवाब बना दिया है छात्र यदि हम कोका कोला के 1900 से 2000 तक बड़ी संख्या में अधिकार के साथ भ्रमित हो रहे हैं इसने हर 10 साल में अपडेट हैं जो किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग किए जाते हैं देखें कि कोको कोला के डिजाइन इसकी बोतल पर है कोको कोला के पास कापीराइट अधिकार है कि किस प्रकार से उत्पादों को प्रदर्शित किया है यह एक कलात्मक कार्य है जिस तरह से कोको कोला का ट्रेडमार्क दुनिया में है बिना किसी संदेह के ट्रेडमार्क एक असीमित जीवन आईपी बौद्धिक संपदा है यह असीमित है इसकी कोई सीमा नहीं है अन्य अधिकार आते हैं और चले जाते हैं अगर उन्होंने मान लिया था कि उन्होंने एक डिजाइन पंजीकृत किया है और इसके लिए एक सीमित जीवन था तो यह आएगा और जाएगा लेकिन निशान हमेशा हो सकता है जिसे केवल सही धारक द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो यह एक संयोजन है हम देखेंगे कि वे कई अधिकार होंगे लेकिन जिस तरह से वे इसे आगे ले जाते हैं वह एक असीमित जीवन आईपी के दायरे में आते हैं वे सीमित नहीं हैं आप व्यापार को गोपनीय रख सकते हैं आप इसे तब तक लागू कर सकते हैं जब तक उन्हें गोपनीय रखा जाता है सभी देश के लिए अवधि अलग अलग हो सकती हैं व्यवसाय के नजरिए से संपूर्ण आईपी असीमित है जहां इसका नवीनीकरण किया जा सकता है इसे हमेशा जीवित रखा जा सकता है तो यह दुनिया भर में सच है अब कुछ उदाहरण देखिए दुनिया भर में पेटेंट की अवधि आवेदन की तारीख से 20 वर्षों तक है और हमारे पास यह एक समान प्रणाली है व्यापार संबंधी मामलों में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर यात्रा समझौते और व्यापार पर समझौता को धन्यवाद जिसमें यात्राएं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य हैं बोर्ड में इस पैटेंट के लिए 20 साल का कार्यकाल है पहले ऐसा नहीं था एक पेटेंट की अवधि भारत में 20 साल नहीं थी यह 14 साल थी और भारत में फार्मास्यूटिकल्स समझौते के आधार पर हर तकनीक अब सुरक्षित करने योग्य है यहाँ तक कि तकनीक में 3 साल का जीवन काल होता है फिर भी इसे 20 साल का कार्यकाल मिलता है इसलिए पेटेंट शब्द जैसा कि हम समझते हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह तकनीक विशिष्ट नहीं है चाहे वह फार्मास्यूटिकल्स एरोनॉटिक्स 4 देश सॉफ्टवेयर पर पेटेंट प्रदान करते हैं यह 20 साल की अवधि है और आप और मैं जानते हैं कि सभी प्रौद्योगिकी के लिए 20 साल की अवधि का कोई मतलब नहीं है कुछ प्रौद्योगिकियां इतनी तेज है कि आप जानते हैं कि बीस साल का अर्थ शायद कई पीढ़ियां हो सकती हैं इस प्रकार हम समझते हैं कि इस 20 साल की अवधि कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून होने के कारण आई क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में आने से पहले उन्होंने 8 साल की वार्ता में काम किया था जिसे हम उरुग्वे अपने हितों सामने रखते थे और चीजों को आगे बढ़ाते थे और इस प्रकार किसी तरह हमारे बीच यह 20 साल के लिए समझौता हो गया आपको यह ध्यान रहे कि इस 20 साल से पहले प्रमुख समयावधि दुनिया भर में 14 हुआ करती थी और यह छोटी सी व्याख्या एक ऐतिहासिक विवरण है कि यह 14 साल कैसे हो गई इंग्लैंड में यह कहा जाता है कि एक प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करने में 7 साल लग गएमास्टर या एक व्यक्ति जिसके साथ उसने सीखा तब वो प्रशिक्षु 7 साल का था शुरू में ब्रिटिश राजाओं ने जब पेटेंट देना शुरू किया तो वे वास्तव में पेटेंट नहीं थे शुरुआती वर्षों में उन्होंने विशेष विशेषाधिकार दिए अब विशेष विशेषाधिकार राजा या रानी द्वारा दिए गए थे ताकि बहुत प्रतिभाशाली शिल्पकार महाद्वीपीय यूरोप से आएं और यहाँ व्यवसाय स्थापित कर सकें अब कल्पना कीजिए कि अगर इन शिल्पकारों में से कुछ ने साबुन बनाया तो उनमें से कुछ ने कांच के बर्तन बनाएकिसी ने इत्र कुछ ने ताश के पत्ते और बहुत सी चीजें बनाई अगर शिल्पकार को विशेष विशेषाधिकार के संरक्षण के बिना आने के लिए कहा तो वे यहां आ गए और तुरंत व्यापार आरंभ कर दिया तो यह विशेष है कि यह पेटेंट कानून का ऐतिहासिक हिस्सा है इस विशेष विशेषाधिकार वास्तव में एक तरह से विशेष कौशल वाले लोगों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी अब उस बिंदु पर हम आविष्कारों और तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहे थे कुछ लोगों के पास कार्ड का खेल आयात करने के लिए ये विशेष विशेषाधिकार थे और यह शाही विशेषाधिकार था जो राजा या रानी किसी को दे सकते थे कभी कभी खनिजों के अन्वेषण के लिए शाही विशेषाधिकार दिए जा सकते थे वास्तव में इस देश पर लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा था क्योंकि पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई थी और यह एक विशेष विशेषाधिकार रानी ने उस कंपनी को यहाँ पर व्यवसाय के अवसरों का पता लगाने के लिए दिया था और वे आये और हमने पंजीकरण को जाना और आप जानते हैं कि वे यहाँ आये और वे उन्होंने उपनिवेश बनाया लेकिन उनके चार्टर अनुदान नहीं मिलता था हम विशेष विशेषाधिकार पाते हैं इसलिए एक तकनीशियन या एक शिल्पकार को साबुन के निर्माण के लिए एक विशेष विशेषाधिकार दिया गया था राजा या रानी शिल्पकार से 2 ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कहते थे क्योंकि यदि आप ब्रिटिश नागरिकों प्रशिक्षित करते हैं तो अंततः वे उस व्यापार को सीखेंगे और वे दुकान स्थापित करेंगे और यह एक ऐसा तरीका था जिसमें उन दिनों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ जिसे गाँव में कौशल हस्तांतरण कहते हैं इसलिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बदले में विशेषाधिकार दिया जाएगा इसलिए प्रशिक्षु आम तौर पर 7 साल 7 7 14 लेते हैं यही कारण है कि हम पहली बार यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यह पहला स्पष्टीकरण है कि क्यों हमने ट्रिप्स समझौते से पहले 14 साल का पेटेंट शब्द क्यों लिया था तो यह एक उदाहरण है पेटेंट में 20 साल का कार्यकाल होता है जो विश्व भर में लागू होता है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को प्रतिबद्धता का सम्मान करना होता है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की परवाह किए बिना आवेदन के तिथि से 20 वर्षों के लिए पेटेंट प्रदान करना होगा भारत में कॉपीराइट का एक शब्द है जिसकी गणना लेखक जीवनकाल के 60 वर्षों से की जाती है इसलिए यदि लेखक अपने जीवन में बहुत जल्दी एक किताब लिखता है और अगर वह लंबे समय तक जीने का अनुमान लगाता है तो किताबें एक लंबा अधिकार प्राप्त करती हैं वास्तव में मुझे लगता है कि 2009 में मोहनदास करमचंद गांधी के सभी कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में आए क्योंकि उनका जीवनकाल 60 साल से ऊपर था मुझे लगता है कि 2009 में यह समाप्त हो गया है मैं जांच कर आपको तारीख बता सकती हूँ इसलिए एक कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन के साथ साथ 60 साल है अगर यह लेखक नहीं है यदि लेखक या निर्माता एक संस्था है तो संस्थान के लिये प्रकाशन की तारीख से एक और अवधि के लिए यह भिन्न होती है I मुझे लगता है कि यह 60 साल है मैंने कहा कि ट्रेडमार्क के लिए अवधि 10 साल दी गई है इसे हर 5 साल में नवीनीकृत किया जा सकता है तो यह बौद्धिक संपदा अधिकार बनाता है यह बौद्धिक संपदा अधिकारों को 2 व्यापक श्रेणियों में रखता है जैसा कि मैंने कहा कि आईपी व्यापार रहस्य ट्रेडमार्क असीमित जीवन अवधि के लिये होंगे